सभी को नमस्कार हम इस विशेष पाठ्यक्रम की अंतिम कक्षा में हैं और इस सप्ताह में हम मेमोरी पर चर्चा कर रहे हैं तो आखिरी कक्षा में हमने एक PROM प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी पर चर्चा की थी तो इसमें हमने देखा कि AND प्लेन फ़िक्स्ड था इसलिए यह वास्तव में डिकोडर बनाता है और OR प्लेन प्रोग्रामेबल था इसलिए आज हम इस प्रोग्रामेबल लॉजिक फैमिली के कुछ अन्य प्रकार को देखेंगे तो यह प्रोग्रामेबल एरे लॉजिक PAL प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे PLA है PAL और PLA को छोटे उदाहरणों का उपयोग करके हम देखेंगे कि कैसे अनेक आउटपुट को रियलाइज्ड कराया जा सकता है और फिर हमारे पास CPLD और FPGA का एक क्विक ओवरव्यू होगा कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस और फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरे इसलिए PROM हम पहले ही पिछली कक्षा में चर्चा कर चुके हैं तो PROM में हमने इस तरह की संरचना देखी थी इसलिए यह 3 इनपुट है और जिसे 8 AND गेट्स को फीड किया जाता है तो यह वास्तव में काम कर रहा एक डिकोडर है जो कि सभी मिनटर्म्स को जनरेट करता है और इस OR प्लेन में फ्यूज़िबल लिंक होते हैं और हम जो कनेक्शन चाहते हैं जो इंटरकनेक्शन पैटर्न हम चाहते हैं उस पर निर्भर करते हुए इसे प्रोग्राम किया जा सकता है कुछ लिंक रह सकते हैं और कुछ लिंक को जलाया जा सकता है और हमने अन्य किस्मों EPROM EEPROM इत्यादि को भी देखा है और आगे ठीक है लेकिन यह साइड फिक्स किया गया था और यह साइड प्रोग्रामेबल था तो यह PROM प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी था इसलिए फिक्स्ड एंड एरे और फ्यूज़िबल OR एरे ठीक है तो PAL प्रोग्रामेबल एरे लॉजिक में यह OR एरे फिक्स की गई है इस साइड OR के कुछ कनेक्शन यह इनपुट्स अलग अलग AND गेट्स से आ रहे है प्रोडक्ट टर्म्स जो फिक्स रहते हैं आप जो कर सकते हैं वह है AND प्लेन को प्रोग्राम करना आप समझे तो इसके द्वारा आप विभिन्न प्रकार के प्रॉडक्ट टर्म जनरेट कर सकते हैं जो अलग अलग प्रकार के आउटपुट के SOP रियलाइजेशन में सम्ड अप होता है तो आप विभिन्न फंक्शन जनरेट कर सकते हैं और यदि हम इसे मेमोरी के रूप में उपयोग करना चाहते हैं तो इनमें से प्रत्येक आउटपुट एक विशेष मेमोरी बिट हो सकता है इसलिए हमने पिछले वर्ग में मेमोरी और फंक्शन आउटपुट मेमोरी वैल्यू और फंक्शन आउटपुट के बीच संबंध देखा है और PLA में यह प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे है इसलिए AND एरे और OR एरे दोनों प्रोग्रामेबल हैं तो यह साइड और साथ ही साथ यह साइड यह प्लेन दोनों प्लेन हम प्रोग्राम कर सकते हैं इसलिए AND प्लेन की उपयुक्त प्रोग्रामिंग द्वारा आप अपनी पसंद के प्रॉडक्ट टर्म को जनरेट कर सकते है और फिर आप OR प्लेन की उपयुक्त प्रोग्रामिंग द्वारा उन्हें उपयुक्त रूप से कनेक्ट भी कर सकते हैं तो यह PLA प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे है तो ये निर्माता द्वारा दिए गए अलग अलग नाम हैं और इसे टेक्स्ट बुक्स में आगे बढ़ाया जाता है इसलिए हम एक विशिष्ट PAL संरचना को जानते हैं जो आप जानते हैं इसलिए एक छोटा उदाहरण वास्तविक PAL सर्किट अधिक जटिल होगा तो इसमें आप क्या देख सकते हैं कि 4 इनपुट हैं हमने इसे A0 A1 A2 और A3 नाम दिया है और 4 आउटपुट D0 D1 D2 D3 हैं और आप क्या देख सकते हैं कि यहां कोई फीडबैक है इसके सिवाय वहां D1 D2 D3 के लिए ऐसी कोई फीडबैक नहीं है और यह OR मेरा मतलब है यह साइड यह OR यह उनमें से हर एक हैं - OR गेट में तीन अलग अलग AND गेट्स से तीन इनपुट हैं तो इसीलिए इसे तीन विस्तृत AND OR एरे सेक्शन कहा जाता है हमारे पास 4 आउटपुट के लिए एसे 4 है ठीक है तो अधिकतम तीन प्रॉडक्ट टर्म हम इन सेक्शन्स में से प्रत्येक के लिए प्राप्त कर सकते हैं इसलिए यह फिक्स है OR प्लेन फिक्स है लेकिन कौन सा प्रॉडक्ट टर्म है कि हम जाएंगे जिसे प्रोग्राम किया जा सकता है और जिसके लिए ये 4 इनपुट आप स्वयं इनपुट देख सकते हैं जो कि A0 लाइन है और इन इनपुट का कोम्प्लीमेंट है जो कि A0 बार लाइन है दोनों उपलब्ध हैं इसी तरह A1 लाइन वह है जिसे आप देख सकते हैं कि यह लाइन A1 की वर्टिकल लाइन है और यह लाइन A1 बार है इसी तरह A2 और A2 बार A3 और A3 बार ठीक हैं इसके अलावा क्योंकि आउटपुट में से एक से फीडबैक का उपयोग करने की संभावना है इसलिए यह D0 और D0 बार भी इस कॉन्फ़िगरेशन में उपलब्ध है ठीक है इसलिए इनमें से प्रत्येक AND गेट को यहां दस प्रोग्रामेबल इनपुट कनेक्शन मिले हैं इसलिए जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो आप विचार कर रहे हैं कि इनमें से कौन से कनेक्शन को बरकरार रखा जाना है और किन कनेक्शनों को हटाया जाना है क्या यह स्पष्ट है तो यह प्लेन केवल वही है जो आप प्रोग्राम करने में सक्षम हैं ठीक है अब इसके अलावा हम यहां क्या चर्चा करना चाहते हैं कि एक प्रेक्टिकल PAL IC 16L8 की तुलना में हमने यहां जो दिखाया है उस पर विचार करें जैसा कि हमने कहा कि प्रेक्टिकल IC नेचर में अधिक जटिल हैं तो इसे 10 डेडिकेटेड इनपुट एवं 8 ट्राई स्टेट आउटपुट मिले हैं ट्राई स्टेट का मतलब है कि आउटपुट लॉजिक लो लॉजिक हाइ और हाइ इम्पीडेंस जनरेट कर सकता है तो कुछ आउटपुट इनेबल प्रकार के इनपुट के आधार पर इन 8 ट्राई स्टेटेड आउटपुट में से जो 6 इनपुट को डिसाइड करता है जिसे हमने यहां देखा है वह फीडबैक हो सकता है तो यहाँ आप उस विशेष IC के लेआउट के एक हिस्से में देख सकते हैं कि यह वहाँ है इसलिए यह आउटपुट है वहाँ ऐसी कोई फीडबैक नहीं है जो भी आप यहाँ देख रहे हैं वह इनपुट का एक हिस्सा है अन्य इनपुट ठीक है इसलिए आप उस पर ध्यान न दें और आप यहाँ क्या देख सकते हैं यह आउटपुट है जो इनपुट में से एक के रूप में फीडबैक हो सकता है जैसे कि आपने इस विशेष कॉलम में देखा था इसलिए यह इस से जुड़ा है अब इसके अलावा आप क्या देख सकते हैं यह उल्लेख है कि यह I स्ट्रोक O है ठीक है तो यह भी एक इनपुट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है मेरा मतलब है इस विशेष के लिए इनपुट आप जानते हैं AND प्लेन प्रोग्रामिंग ठीक है तो इसका यह अर्थ है कि आप यहां से क्या देख सकते हैं यह स्पष्ट है इसलिए अपनी आवश्यकता के आधार पर हम इसे I या O के रूप में उपयोग कर सकते हैं अब PAL के उपयोग से मल्टीपल आउटपुट फंक्शन के रियलाइजेशन को देखते हैं हम यहाँ एक उदाहरण लेते हैं इसलिए इस उदाहरण में हमने जो विचार किया है यहाँ 4 फंक्शन W X Y और Z हैं और ये संबंधित मीन -टर्म हैं जो एक SOP रियलाइजेशन में जुड़ रही हैं तो W को 2 12 13 मिला है X को 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Y को 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 मिला है और Z को ये मीन -टर्म 1 2 8 12 13 मिले है ठीक है W ∑ m21213 X ∑ m789101112131415 Y ∑ m02345678101115 Z ∑ m1281213 इसलिए यह रियलाइजेशन करने के लिए कि हम क्या करेंगे सबसे पहले इन फंक्शन्स में से प्रत्येक को हम इंडिविजुअली मिनिमाइज़ करेंगे जिसके लिए हम 4 वेरिएबल करनौघ मेप का उपयोग कर सकते हैं तो 4 वेरिएबल हैं हम उनमें से प्रत्येक को W X Y Z नाम दे सकते हैं हम अपने वेरिएबल से एक फ़ंक्शन के रूप में विचार कर सकते हैं जिन्हें हम A B C D नाम दे सकते हैं तो उस 4 वेरिएबल करनौघ मेप के साथ हम मिनिमाइज्ड प्रेसेंटेशन कर सकते हैं उनमें से प्रत्येक को मिनिमाइज़ कर सकते है और यदि आप उस मिनिमाइजेशन के लिए जाते हैं जो हमने कई बार किया है मैं यहां पर उस मिनिमाइजेशन को नहीं दिखा रहा हूँ लेकिन आप इसे स्वयं से कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ये 4 रीप्रेसेंटेशन हैं जो चार रियलाइजेशन हैं जो हमें मिलेंगे ठीक है अब यदि हमें यह PAL दिया जाता है इसको रियलाइजेशन करने के लिए तो हम देखते हैं कि W को रियलाइज करने के लिए हमें 4 वेरिएबल के दो प्रॉडक्ट टर्म जनरेट करने होंगे तो 4 वेरिएबल ठीक हैं A0 से A3 हम उन्हें ABCD के रूप में नाम देते हैं और इनके अनुसार यह टर्म A A बार यहां पर B B बार C C बार D D बार होगा ठीक है और दो प्रॉडक्ट टर्म हम A B C प्राइम की तरह जनरेट कर सकते हैं तो A वहाँ कनेक्शन बरकरार रखा है B और C बार है तो ये तीन यह एक तीन इनपुट AND गेट है इसलिए यह तरीका है जिससे कि हम एक कनेक्शन दिखा सकते हैं जिसका हमने अध्ययन किया पहले चर्चा की पहले अध्ययन किया इसलिए हालांकि यह है यह एक इनपुट दिखाता है वास्तव में तीन इनपुट हैं इसलिए मूल रूप से यह A B और C बार है जो इस AND गेट द्वारा जनरेट किया जा रहा है इसलिए यह ABC बार है इस AND गेट के बारे में क्या यह AND गेट इस विशेष प्रॉडक्ट टर्म A बार B बार C यह C लाइन है जिसे आप देख सकते हैं और D बार को जनरेट कर रहा है तो यह है दूसरा एक A बार B बार C और D बार जनरेट कर रहा है और तीसरा AND गेट जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है तो हम कोई कनेक्शन नहीं दिखाते हैं इसलिए यह हमेशा 0 होता है आउटपुट हमेशा 0 होता है क्योंकि कोई भी कनेक्शन नहीं होता है तो यह वह तरीका है जिससे हम W जनरेट कर सकते हैं इसी तरह X को दो ऐसे टर्म्स की आवश्यकता होती है एक है A और दूसरा B C D इसलिए B C D तो यह X तीसरा AND गेट का उपयोग नहीं किया गया है Y के लिए तीन प्रॉडक्ट टर्म की आवश्यकता होती है 1 2 3 और तदनुसार हम AND प्लेन प्रोग्रामिंग का उपयोग करते हैं और इन इंडिविजुयल प्रॉडक्ट टर्म को जनरेट करते हैं और Y प्राप्त होता है अब Z के रियलाइजेशन पे आते है हम देखते हैं कि चार प्रॉडक्ट टर्म 1 2 3 4 हैं और आपको केवल तीन AND गेट मिले हैं इसलिए यह संभव नहीं है हमें दूसरे AND गेट की आवश्यकता है लेकिन यदि आप बारीकी से देखते हैं आप देख सकते हैं कि इस चार प्रॉडक्ट टर्म में से जो पहले एक हैं पहले दो ABC प्राइम और A प्राइम B प्राइम C D प्राइम पहले से ही W के रूप में जनरेट हो रहे हैं यह कुछ भी नहीं है लेकिन W और हमारे पास एक विकल्प है इसका उपयोग एक फीडबेक के रूप में करने का ठीक है इसलिए यदि हम कनेक्ट करते हैं यदि हम इस W और W बारबार इन दो लाइनों का उपयोग करते हैं और W से कनेक्शन लेते हैं तो यह स्वयं इन दो प्रॉडक्ट टर्म को उत्पन्न करेगा तीसरा प्रॉडक्ट टर्म ACD प्राइम मै A से जनरेट कर सकता हूँ यह C प्राइम है और यह D प्राइम है और आखिरी एक A प्राइम B प्राइम C प्राइम D तो यह A प्राइम B प्राइम C प्राइम D है फिर ये तीन टर्म हम एक साथ कनेक्ट करते हैं OR एक साथ और मैं इस Z को प्राप्त कर सकता हूं ठीक है तो PAL आधारित रियलाइजेशन में हम W की रीयूसेबिलिटी देख सकते हैं जिसका अर्थ है कि W एक फ़ंक्शन आउटपुट है जो जनरेट हो रहा है और विकल्प जो उपलब्ध हैं इस मामले में इस उदाहरण में देखें कि केवल एक ही ऐसी फीडबेक उपलब्ध थी लेकिन मैंने पिछली स्लाइड में दिखाया था कि प्रेक्टिकल IC में एक से अधिक ऐसे फीडबेक संभव हो सकते हैं और तदनुसार हम ऐसी सुविधाओं का उपयोग करेंगे जिन्हें कि IC प्रदान करता है ठीक है तो एक और प्रेक्टिकल IC यह PAL IC 16R6 है इसे 8 डेडिकेटेड इनपुट 2 ट्राई स्टेटेड कॉम्बिनेटरियल IO मिला है IO का मतलब है कि यह इनपुट और आउटपुट दोनों है इसका उपयोग किया जा सकता है इसलिए वहाँ एक फीडबेक है तो यह एक ऐसी चीज है जिसे हमने पहले देखा था और 6 ट्राई स्टेटेड रजिस्टर्ड आउटपुट तो यह कैसा दिखता है तो यह आउटपुट है यह AND गेट है यहां पर यह AND प्लेन जो प्रोग्रामेबल है और OR गेट से जुड़ा हुआ है तो यह OR गेट आउटपुट फ्लिप फ्लॉप को जाता है ठीक है तो इस तरह के फ्लिप फ्लॉप का बैंक इसलिए हम कह रहे हैं कि यह रजिस्टर्ड है और फिर इसे ट्राई स्टेटेड किया जाता है और फिर आउटपुट उपलब्ध होता है तो यह वही तरीका है जिससे PAL आउटपुट भी जनरेट किया जा सकता है और इस तरह के विकल्पों के साथ PAL आउटपुट को दूसरी लार्ज फ़ैमिली जिसे आप प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस कहते हैं में भी माना जाता है तो यह PAL आधारित PLD है इस तरह के फ्लिप फ्लॉप शामिल है जो हम बाद में देखेंगे अब PLA आता है इसलिए PLA प्रोग्रामेबल लॉजिक ऐरे है इसलिए इसमें AND प्लेन और OR प्लेन दोनों ही प्रोग्रामेबल हैं तो ऐसी एक व्यवस्था आप यहाँ देख सकते हैं तो यह I0 I1 फिर I2 I3 वगैरह से I15 है तो यह 16 इनपुट हैं यहाँ AND गेट्स की निश्चित संख्या है तो यह AND गेट यह प्लेन प्रोग्रामेबल है इसलिए ये इंटर कनेक्शन हैं जिन्हें आप देख सकते हैं यह जेनर डायोड है और एक फ्यूज है शुरू में ये सभी वहां हैं इसलिए जिस प्रॉडक्ट टर्म को आप जनरेट करना चाहते हैं उसके आधार पर आप फ्यूज को बनाए रखेंगे या आप फ्यूज को जलाएंगे और यह OR प्लेन है इसलिए इस विशेष उदाहरण में जनरेट होने वाले प्रॉडक्ट टर्म की संख्या P0 P1 से P47 है इसलिए 48 प्रॉडक्ट टर्म जनरेट हो रहे हैं तो यह एक प्रेक्टिकल IC है PLS100 जिसे हमने लिया है इसलिए ये संभावित प्रॉडक्ट टर्म की संख्या है तो यह प्रॉडक्ट टर्म OR गेट्स को जा रही है कितने OR गेट्स हैं S0 से S7 इसलिए 8 आउटपुट हैं इसलिए इसे 16⋅48⋅8 भी कहा जाता है याद रखें 16 इनपुट्स के साथ अगर आप सभी मीन टर्म जनरेट करना चाहते हैं तो मीन टर्म की संख्या 2 की पावर 16 होगी इसलिए हम इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम उन प्रॉडक्ट टर्म को जनरेट करने के बारे में बात कर रहे हैं जो इस रियलाइजेशन के लिए आवश्यक हैं और इस विशेष IC में तो यह OR प्लेन स्विच एक ट्रांजिस्टर के माध्यम से होता है और फिर एक फ्यूज और फ्यूज को बरकरार रखा जाता है या हटा दिया जाता है ठीक है इसके अलावा आप यहां पर क्या पा सकते हैं कि OR गेट आउटपुट एक XOR गेट से होकर गुजारा जाता है जहां अगर A0 इसके इनपुट पर मौजूद है इसलिए आउटपुट केवल S0 ही होगा और यदि 1 प्रेसेंट है तो XOR यह संबंध जिसे हम जानते हैं इसलिए यहां आउटपुट S0 बार होगा क्या यह ठीक है तो OR गेट से जनरेट होने वाले आउटपुट को अनकोम्प्लीमेंटेड किया जा सकता है और साथ ही कोम्प्लीमेंटेड भी किया जा सकता है तो यह एक PLA रियलाइजेशन में संभव है जिसे हम यहां देखते हैं और अंत में ट्राई स्टेटेड आउटपुट जो कि एक विकल्प के रूप में है अब यदि आप PLA का उपयोग करके कई लॉजिक फ़ंक्शन को रियलाइज करना चाहते हैं तो अप्रोच क्या होगा इसलिए हम उदाहरण लेते हैं यह उपयोगी होगा तो यहां एक उदाहरण सरल उदाहरण है जो समझ के लिए है तो एक फ़ंक्शन F1 जनरेट हो रहा है जनरेट किया जाना है जिसे मीन टर्म 2 4 5 7 और एक 01246 मिला है F1 ∑ m2457 F2 ∑ m01246 तो F1 अगर आप इसे करनौघ मेप के रूप में रखते हैं तो यह कुछ इस तरह दिखता है तो आप कितने जानते हैं कि अगर आप इसे मिनिमाइज़ करते हैं तो ऐसे प्रॉडक्ट टर्म की संख्या कितनी होंगी तीन प्रॉडक्ट टर्म होंगी इसलिए यह एक है यह एक है और यह एक है ठीक है और यदि आप इसे लिखते हैं तो यह होगा कि यह AB बार है पहले यह एक यह AB बार है फिर यह एक AC है और तीसरा एक जो किसी भी समूह मे शामिल नहीं किया जा सकता है एक सदस्य तो यह A प्राइम BC प्राइम है यह तीसरा है ठीक है अब F2 के लिए यदि आप उन्हें करनौघ मेप में रखते हैं तो ये 1s पाँच 1s हैं जो कि 0 1 2 4 और 6 हैं और यदि आप उन्हें ग्रुप बनाते हैं तो तीन टर्म्स आ रहे हैं अब ये तीन टर्म्स आपको दिखाई देंगे हमें जिसकी आवश्यकता होगी इसलिए उनके बीच कोई ओवरलैप नहीं है इसलिए यहां तीन प्रॉडक्ट टर्म को जनरेटकरने की आवश्यकता है और यहां दो सुधार 4 नीला 1s एक टर्म 2 पीला 1s एक टर्म प्रॉडक्ट टर्म को जनरेट करने की आवश्यकता है इसलिए पांच सुधार प्रॉडक्ट टर्म को जनरेट करने की आवश्यकता है और फिर उन्हें कहा जाना चाहिए F1ABACABC F2CAB अब विचार करें कि यदि संख्या PLA साइज़ जो दिया गया है वो ऐसा है कि पाँच सुधार प्रॉडक्ट टर्म को जनरेट करने के लिए आपके पास उतनी संख्या मे AND गेट्स नहीं है क्या आप पॉइंट को समझे अन्यथा पिकिंग से हम कम संख्या में प्रॉडक्ट टर्म जान सकते हैं और फिर भी इन दोनों फंकशन को रियलाइज कर सकते हैं यह प्रॉबलम स्टेटमेंट है और इसके लिए चूंकि हम जानते हैं कि PLA आउटपुट को ये Ex OR गेट मिला है जो आउटपुट प्राप्त करने का विकल्प प्रदान करता है कोम्प्लीमेंटेड रूप में और साथ ही अनकोम्प्लीमेंटेड रूप में तो हम देखते हैं हम इस F2 को देखते हैं जिसे तीन 0s रियलाइजेशन अलग तरीके से मिला है तो यह F2 F2 के बजाय यदि आप F2 बार रियलाइजेशन को देखते हैं तो ये तीन 1s हैं जो जहां भी 0 होगा वहां 1 और जहाँ भी 1 0 होगा ये F2 का प्राइम कोम्प्लीमेंटेड है तो अब यदि आप देखते हैं कि दो प्रॉडक्ट टर्म हैं जिन्हें जनरेट करने की आवश्यकता है और इस रंग में एक प्रॉडक्ट टर्म यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वे कॉमन हैं जो AC है और एक अन्य प्रॉडक्ट टर्म है जो यह है जो BC है यह स्पष्ट है तो F2 प्राइम को AC और BC मिला है और F1 को AB प्राइम AC और A प्राइम B प्राइम C प्राइम मिला है और यह AC कॉमन है तो कितने प्रॉडक्ट टर्म तो हमें F1 और F2 प्राइम को रियलाइज करने के लिए 1 2 3 4 जनरेट करने की आवश्यकता है क्या यह ठीक है इसलिए यदि आप ऐसा करते हैं तो एक PLA केवल 4 AND गेट्स द्वार करेंगे हमें उस चीज़ तक जाने की आवश्यकता नहीं है जो हाइयर साइज़ की है जिसे पाँच सुधार की आवश्यकता है तो आप रियलाइज कर सकते हैं कि यह A B C और A प्राइम है इसलिए यह A है और यह A प्राइम है तो ये वो लाइनें हैं जो वहाँ A A प्राइम B B प्राइम C C प्राइम जनरेट होता हैं तो आप A और B प्राइम को एक साथ जनरेट कर सकते हैं और इसलिए यह एक दो इनपुट AND गेट है यह वो कनेक्शन हैं जो कि आप वहां बनाए रख रहे हैं तो यह AB प्राइम जनरेट कर रहा है ACBC और अंत में यह A प्राइम BC प्राइम है और यदि आप उन्हें इस तरह से OR करते है तो यह AB प्राइम AC और AB जनरेट करेगा इसलिए यह दो तीन है तो यह F1 जनरेट करेगा और यह F2 प्राइम जनरेट करेगा और अब हमें ये XOR गेट उपलब्ध हो गए हैं इसलिए F1 के मामले में आप केवल 0 पर विचार करते हैं इसलिए यह F1 के रूप में जाएगा और F2 प्राइम के इस मामले में आप दूसरे इनपुट को 1 के रूप में रखते हैं तो यह F2 के रूप में जाएगा ठीक है F1ABACABC F2ACBC F2ACBC इसलिए आप इस चीज़ का उपयोग उन प्रॉडक्ट टर्म की संख्या को कम करने के लिए कर सकते हैं जिनकी आवश्यकता होगी क्योंकि पहले के उदाहरण में यह एक सरल उदाहरण है वहाँ होगा जहां 48 AND गेट हैं लेकिन इनपुट की संख्या भी 16 थी और इनमें से पोसिबल इनपुट कोंबिनेशन 2 की पावर 16 है इसलिए यह देखने के लिए कि प्रॉडक्ट टर्म की आवश्यक संख्या क्या है मेरा मतलब है कि प्रॉडक्ट टर्म की न्यूनतम संख्या फिर हम PLA के इस पहलू को देख सकते हैं जहां इस कोम्प्लीमेंटेड और साथ ही अनकोम्प्लीमेंटेड आउटपुट के लिए विकल्प उपलब्ध हैं दोनों उपलब्ध हैं इसलिए PLA में हम जाइंट मिनीमाइजेशन की संभावना देख रहे हैं PAL में इंडिविजुयल मिनीमाइजेशन था कोई साझा टर्म नहीं था और सभी साझा प्रॉडक्ट टर्म नहीं था इसलिए इसके साथ हम कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस पर जाते हैं इसलिए इससे पहले कि हम एक प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस के मैक्रो सेल पर विचार करें तो जिस तरह से हमने इसे पहले देखा था जिस तरह से हमने पहले देखा था कि एक AND प्लेन है इसलिए AND प्लेन से यह OR गेट प्रॉडक्ट टर्म को ले रहा है यह प्रॉडक्ट टर्म फ्लिप फ्लॉप पर जा रहा है तो इस फ्लिप फ्लॉप से तो यह फ्लिप फ्लॉप हम देख सकते हैं कि हम इसे अगले लेवल पर जाने के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं ठीक है तो या तो यह वैल्यू या Q वैल्यू और फिर यह इस तरीके से या दूसरे तरीके से AND प्लेन मे वापस जा सकता है कोम्प्लीमेंटेड वैल्यू या अन्य वैल्यूऔर फिर एक बफर है तो यह अनिवार्य रूप से एक मैक्रो सेल बनाता है क्या यह ठीक है तो आप फ्लिप फ्लॉप को बाइपास कर सकते हैं या आप फ्लिप फ्लॉप से आउटपुट ले सकते हैं इसलिए यह सिलेक्ट लाइन आपको यह विकल्प देता है क्या यह ठीक है तो यह मूल रूप से एक मैक्रो सेल है और एक प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस या PLD में लगभग 8 से 10 ऐसे सेल होंगे आमतौर पर यह इस तरह का होगा और उदाहरण 16R8 22V10 हैं ये सभी PAL आधारित PLD हैं तो इस प्रकार के PLD प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस को सरल PLD या SPLD भी कहा जाता है जिसे इस तरह के मैक्रो सेल का एक सेट मिला है ठीक है और यह ऐसे PLD को संभाल सकता है जो लगभग 10 से 20 लॉजिक इक्वेशन को हैंडल कर सकता है क्योंकि सेल की संख्या उस ऑर्डर की है अब अधिक कॉम्प्लेक्स सर्किट के लिए जो हम उपयोग करते हैं उसे कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस कहा जाता है जिसका हम उपयोग कर सकते हैं और इसे संक्षिप्त में CPLD भी कहा जाता है इसलिए यह CPLD है जहां कई PLD परस्पर जुड़े हुए हैं तो जिसके लिए इस CPLD को प्रोग्रामिंग के दो स्तर की आवश्यकता है एक इस PLD प्रोग्रामिंग के लिए है दूसरा इन इंटरकनेक्शन के लिए है स्विच वहां हैं उन्हें प्रोग्राम करने की आवश्यकता है ताकि उपयुक्त इंटरकनेक्शन हो सकें और इसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग स्विच के रूप में किया जाता है और इनपुट आउटपुट को IO ब्लॉक के माध्यम से रूट किया जाता है जो बफरिंग और कमर्शियल CPLD प्रदान करता है जिसमें अधिकतम 50 PLD ब्लॉक हो सकते हैं ठीक है उदाहरण के लिए Xilinx XC95288 इसे 16 ब्लॉक मिले हैं और प्रत्येक ब्लॉक में 18 मैक्रो सेल हैं इसलिए जैसा कि हमने कहा कि हम इस पाठ्यक्रम के अंत की ओर हैं हम आज इसे खत्म कर रहे हैं तो ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के एडवांस लेवल के उपयोग के लिए हैं लेकिन इस लेवल पर इंट्रोड्यूस किया जाना ठीक है और जब हम CPLD के बारे में बात करते हैं तो हमें एक और ऐसे IC के बारे में फ़ैमिली के बारे मे भी बात करनी चाहिए जिसे FPGA कहा जाता है ठीक है तो यह फील्ड प्रोग्रामेबल गेट ऐरे है इसलिए यह CPLD का एडवांसमेंट हैं CPLD आपको बहुत पैकिंग डैन्सिटि प्रदान नहीं कर सकता है और इसकी अपनी सीमाएं हैं इसलिए लोग आगे बढ़ गए हैं तो इन FPGAs में कोन्फ़िगरेबल लॉजिक ब्लॉक या CLB हैं और प्रत्येक CLB कई अलग अलग इनपुट के फंक्शन जनरेट कर सकता है प्रत्येक CLB ठीक है तो यह एक विशेष लॉजिक ब्लॉक है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उदाहरण के लिए कई इनपुट हो सकते हैं Xilinx XC4000 में नौ ऐसे इनपुट हो सकते हैं और आउटपुट उत्पन्न करने के लिए ये लॉजिक ब्लॉक प्रोग्रामेबल लुकअप टेबल या LUT का उपयोग करता है LUT इसमें शामिल वेरिएबल के लिए कोई भी लॉजिक कोंबिनेशन जनरेट कर सकता है तो आइए हम एक उदाहरण देखें कि इसका क्या मतलब है तो यहां आप देख सकते हैं कि एक 4 से 1 मल्टीप्लेक्सर है और दो वेरिएबल B और A हैं इसलिए दो वेरिएबल B और A के साथ हम जानते हैं हमने इसे शुरुआत में देखा था कि कितने अलग अलग संभावित फंक्शन जनरेट किए जा सकते हैं तो आपके लिए एक पोसिबिलिटी है सभी आउटपुट के रूप में B और A के 4 पोसिबल केसेस है 0000 सभी आउटपुट के रूप में 0001 सभी आउटपुट के रूप में फिर 0010 0011 तो ये पोसिबल केसेस हैं इसलिए 2 की पावर 4 ऐसा नहीं है 2 की पावर 2 की पावर2 तो यह है कि 16 संभावित फंक्शन जनरेट होने के लिए संभव हैं तो आप 1 मल्टीप्लेक्सर आधारित 2 वेरिएबल के लुकअप टेबल को जानते हैं तो यह BA है या तो इसके इनपुट पर 0 या 1 हो सकता है तो अपनी आवश्यकता के आधार पर आप इस BA के विभिन्न वैल्यू के लिए 0 या 1 रख सकते हैं 4 पोसिबल कोंबिनेशन के लिए 0 या 1 को लिया जाएगा और उस विशेष फ़ंक्शन को रीयलाइज़ किया जाएगा तो यह एक उदाहरण है कि आप लुकअप टेबल आधारित फ़ंक्शन के रीयलाइजेशन को देखते हैं तो यह वही है जो यहां इंगित किया गया है अब इंटरकनेक्शन जो कि इंटरकनेक्शन ब्लॉक में है इंटरकनेक्टशन स्विच है जिसे आप देखेंगे तो ये अलग अलग लॉजिक ब्लॉक हैं तो ये या तो SRAM के हो सकते हैं या एंटीफ्यूज टाइप कुछ इसलिए एंटीफ्यूज प्रकार के स्विच नॉन वोलेटाइल होते हैं लेकिन उन्हें रिप्रोग्राम नहीं किया जा सकता है जब किसी विशेष मामले में यह लो रसिस्टेंस की पेशकश कर रहा है एक दूसरे मामले में यह ओपन सर्किट बहुत हाइ रसिस्टेंस प्रदान करता है आप SRAM आधारित FPGA को जानते हैं जब यह इंटरकनेक्शन होता है तो यह आप सभी को पता है कि रीप्रोग्रामेबल है लेकिन यह भी वोलेटाइल है ठीक है इसलिए पावर ON के दौरानduring powered on इस SRAM स्विच में आवश्यक वैल्यू को लोड करने के लिए एक EPROM होगा तो ये कुछ बहुत ही बुनियादी बातें हैं और जब आप हाइ लेवल के कोर्स का उपयोग करते हैं और जब आप सीखते हैं कि कैसे इसे प्रोग्राम करना है और FPGA प्लेटफॉर्म या Xilinx प्लेटफॉर्म पर लागू किए गए अधिक जटिल डिजिटल सर्किट प्राप्त करते है तो इसके साथ ही हम आज की कक्षा का निष्कर्ष निकालते हैं इसलिए हमने जो देखा है PROM के विपरीत PAL मे फ़िक्स्ड OR एरे और प्रोग्रामेबल AND एरे और PLA में दोनों AND और OR एरे प्रोग्रामेबलAND OR array are programmable है और PAL द्वारा कई आउटपुट के रियलाइजेशन को अलग अलग कम से कम करने की आवश्यकता होती है यह पहले से ही रियलाइज किए गए आउटपुट से फीडबेक का उपयोग करने की संभावना को ध्यान में रखता है और PLA के लिए हमने जाइंट मिनिमाइजेशन और प्रॉडक्ट टर्म के पुन उपयोग को देखा ठीक है एक प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस PLD के मैक्रो सेल में कॉम्बिनेटरियल लॉजिक एलिमेंट्स और फ्लिप फ्लॉप होते हैं यह साधारण बूलियन इक्वेशन्स को रियलाइज कर सकता है बूलियन इक्वेशन्स और प्रत्येक PLD में आम तौर पर 8 से 10 मैक्रो सेल होंगे और कॉम्प्लेक्स PLD या CPLD में इंटरकनेक्टेड PLD होते हैं और यह इंटरकनेक्शन स्विच भी प्रोग्रामेबल होते हैं PLD स्विच के अलावा अन्य प्रोग्रामेबल FPGA भी होते हैं एक फील्ड प्रोग्रामेबल गेट ऐरे में कोन्फ़िगरेबल लॉजिक ब्लॉक और CLB होते हैं CLB आउटपुट जनरेट करने के लिए लुक अप टेबल्स का उपयोग करता है धन्यवाद